कीवर्ड्स पीएलसी मेमोरीटाइम डिलेप्रोसेसर स्कैन साइकिलप्रोग्राम एक्सेक्युशनलैडर लॉजिक प्रोग्राम शुभ दोपहर पाठ 19 में आपका स्वागत है हम सीक्वेंशियल कंट्रोल की चर्चा जारी रखेंगे आज हम स्कैन साइकिल के बारे में चर्चा करेंगे स्कैन साइकिल एक प्रोग्राम एग्जीक्यूशन है तो हम देखेंगे कि प्रोग्राम साइकिल कैसे एग्जीक्यूट होता है और हम इस क्रिया का परफॉर्मेंस पर प्रभाव देखेंगे और हम चर्चा करेंगे कि कुछ रिले लैडर लॉजिक प्रोग्राम कैसे लिखें जाते हैं तो आमतौर पर हमारा उद्देश्य है की इस पाठ के अंत में हम एक विशेष प्रोग्राम स्कैन साइकिल का वर्णन कर सके और यह वर्णन कर सके की कैस प्रोग्राम साइक्लिकल काम करता है और हमें यह वर्णन कर सके की इसका प्रभाव कंट्रोल परफॉर्मेंस पर होगा विशेषत रूप से फास्टनेस ऑफ़ रिस्पांस प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर जब इनपुट में बदलाव होता है तब कितनी जल्दी से आउटपुट बदलता है फिर हम विशेष रिले लार्डर प्रोग्राम के मूल तत्व को वर्णित करेंगे आज हम एक बहुत ही सरल प्रोग्राम के तत्व को देखेंगे और आगे के पाठों में हम और उन्नत प्रोग्रामिंग तत्व को देखेंगे और अंत में हम दो बहुत ही सरल उदाहरणों को देखेंगे ताकि यह जान सके कि एक रिले लैडर लॉजिक प्रोग्राम प्रोग्राम सेगमेंट कैसे होते हैं और हम यह सीखने में इच्छुक हैं कि एक आर एल एल प्रोग्राम कैसे इंटरप्रेट होता है याने की यदि आपको आर एल एल प्रोग्राम दिया जाए तो उसके इनपुट और आउटपुट समय के साथ कैसे बदलते हैं तो यह हमारा आज का कार्य सूची है यह कहने के बाद हम फिर से हमारे पिछले पाठ पर नजर डालते हैं अगर आपको याद है कि हमने पिछले पाठ में पीएलसी के हार्डवेयर एलिमेंट्स जैसे कि बैकप्लेन सीपीयू और विभिन्न IO माड्यूल्स वायरिंगप्रोग्रामर मशीन इंटरफ़ेस इत्यादि चर्चा किया था तो आज हम सॉफ्टवेयर के तरफ एक नजर डालेंगे और यह देखेंगे कि पीएलसी में बेसिक प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कैसे होता है जैसे कि ज्यादातर कंट्रोल प्रोग्राम में पीएलसी साइक्लिकली काम करता हैं तो यह ऐसे होता है मूल रुप से वास्तव में यह एक दृश्य है व्यू A व्यू ए में हम दर्शाते हैं की प्रोग्राम साइक्लिकली काम कर रहा है तो यह प्रोग्राम जो कि स्टेटमेंट्स का एक समूह है वह साइक्लिकली एग्जीक्यूट करता है और यह एग्जीक्यूशन यहां से शुरू होता है फिर बाद का स्टेटमेंट और फिर उसके बाद अगला स्टेटमेंट और फिर से पहला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है अब ओवरऑल प्रोग्राम बॉक्स के अंदर क्या हो रहा है यानी कि कौन से फंक्शन कार्य किए जा रहे हैं हम सब जानते हैं की पीएलसी रियल टाइम एंबेडेड सिस्टम है यह रिएक्टिव है क्योंकि यह बाहरी दुनिया से इनपुट लेते हैं और आउटपुट उत्पन्न करते हैं जो बाहरी दुनिया को अर्थात मशीनों को दिए जाते हैं तो यह स्वाभाविक है की प्रोग्राम को हमेशा ज्ञात होना चाहिए की कैसे परिवर्तन बाहरी दुनिया में होने जा रहे हैं जैसे कि विभिन्न वेरिएबल जो की मशीनों द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं इसलिए एक विशिष्ट कार्यक्रम चक्र में तीन चरण शामिल हैं पहला हैएक्सपेंडेड व्यू B जो दिखाता है कि आमतौर पर एक प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान 3 गतिविधियां होती हैं इसीलिए पहले सभी इनपुट को पढ़ें सभी पर स्ट्रेस मार्क करें इसका मतलब है कि शुरू में सभी इनपुट एक के बाद एक पढ़े जाते हैं और उनके वैल्यू संग्रहित किए जाते हैं और फिर लॉजिक एग्जीक्यूशन शुरू होता है इसलिए यह एक बढ़ा अंतर है आप माइक्रोप्रोसेसर में एक स्टैंडर्ड प्रोग्राम लिख सकते हैं माइक्रोप्रोसेसर में विभिन्न प्रोसेसिंग स्टेटमेंट एडिशन सब ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन कंपैरिजन या जो कुछ आपके पास है उससे प्रोग्राम लिख सकते हैं आप उन्हें इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट से जोड़ सकते हैं लेकिन आमतौर पर पीएलसी में एग्जीक्यूशन नहीं होता है इसलिए पीएलसी में क्योंकि संभवतः इस तथ्य के कारण कि शुरू में पीएलसी प्रोग्राम आप जानते हैं एक अच्छा है चीजों को सरल रखने पर हमेशा एक तनाव होता हैताकि एरर ना हो प्रोग्रामिंग के कुछ फ्लैक्सिबिलिटी की कीमत पर हम कुछ सरलता प्राप्त करने का इरादा रखते हैं और यह साउंड स्ट्रेटजी है लेकिन प्रदर्शन प्रभावित ना हो और इस मामले में ऐसा होता है कि आप जानते हैं विशिष्ट माइक्रो प्रोसेसर में स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन टाइम माइक्रोसेकेंड्स में होता है जबकि पीएलसी के साथ हम जिस तरह की चीजों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं वे या तो मैकेनिकल या थर्मल या केमिकल हैं इसलिए टाइम कांस्टेंट आमतौर पर इतनी बड़ी है कि एक समय में सभी इनपुटों को पढ़ने के बीच का यह सूक्ष्म अंतर शायद ही कोई प्रभाव डालता है इसलिए आमतौर पर पीएलसी के लिए सभी इनपुट्स शुरुआत में एक शॉट पर पढ़े जाते हैं इस स्कैन चक्र की शुरुआत में इन तीन चरणों में से एक चक्र को एक स्कैन चक्र कहा जाएगा सभी इनपुट पढ़ने के बाद प्रोग्राम लॉजिक एग्जीक्यूट हो जाता है अब प्रोग्राम लॉजिक एग्जीक्यूशन के दौरान विभिन्न आउटपुट उत्पन्न होते हैं इसीलिए ऐसा होता है कि जैसे आउटपुट उत्पन्न हो रहे हैं वह टेंपरेरी मेमोरी में लिखे जाते हैं लेकिन इनपुट एक ही समय में रीड किए जाते हैं वैसे ही यह नहीं है ऐसा नहीं है जब भी कुछ आउटपुट उत्पन्न होते हैं और कुछ आउटपुट मान मेमोरी में स्टोर होते हैं तो वे बाहरी दुनिया में जा रहे हैं जो ऐसा नहीं होता है इसलिए प्रोग्राम के सभी लॉजिक एग्जीक्यूशन होने के बाद अंत में सभी आउटपुट्स आउटपुट वैल्यू जोकि एक्सटर्नल वर्ल्ड अर्थात आप जानते हैं जैसे कि स्विचस मोटर स्टार्टर लैंप इंडिकेशन यह सबसाइकिल के अंत में अपडेट किए जाते हैं फिर साइकिल फिर से दोहराता और अगले साइकिल चक्र इनपुट को रीड किया जाता है तो यह विशेष तरीके से पीएलसी स्कैन होता है औरयह एक प्रकार की मेमोरी है जो पीएलसी सिस्टम में उपयोग की जाती है आपके पास चार प्रकार के मेमोरीज हैं पहला प्रोग्राम मेमोरी जहां पर लॉजिक प्रोग्राम स्टोर कि जाते हैं फिर आपके पास है इनपुट इमेज तो जब इनपुट रीड किए जाते हैं वह प्रोग्राम लॉजिक इवैल्यूएशन के लिए इन इनपुट को एग्जीक्यूशन के दौरान समय समय पर रीड करते हैं इसीलिए उन्हें आवश्यक रूप से मेमोरी में संग्रहित स्टोर किया जाना चाहिए जहां पर इनपुट वैल्यू स्टोर किए जाते हैं उन्हें इनपुट इमेज कहां जाता है और यह मेमोरी का दूसरा उपयोग है उसी तरह जैसे लॉजिक कंप्यूट होता है आउटपुट उत्पन्न होते हैं और उन्हें उस समय तक स्टोर किया जाता है जब तक उन्हें बाहरी दुनिया में भेजा जा सके तो आउटपुट इमेज के लिए मेमोरी का उपयोग होता है और आप जानते हैं की सभी कंप्यूटेशन के लिए इसके अलावा इनपुट आउटपुट वेरिएबल हमें कुछ टेंपरेरी वेरिएबल आप जानते हैं यह सब स्टोर करने के लिए हमें अधिकांश मेमोरी की आवश्यकता है तो यह आपको दिखाता है की ओवरऑल पीएलसी सिस्टम में मेमोरी का उपयोग कैसे किया जाता है यह समझने के बाद हमें यह समझना है इस प्रकार का प्रोग्राम एग्जीक्यूशन हम इस फ़िंगर में है हम यह प्रयत्न कर रहे हैं की की दिखा सके कितनी बार होता है यह होता है तो यह पहले इस डायग्राम पर ध्यान देते हैं तो ये सभी i o कार्ड वास्तव में हैं एक है वहाँ है जो के रूप में जाना जाता है वही है जिसे हम हमारे पिछले व्याख्यान में बैक प्लेन या बस के रूप में संदर्भित करते हैं बैक प्लेन या बस जो कुछ भी नहीं है कंडक्टरों का एक समूह जिसमें ये सभी जुड़े हुए हैं इसलिए जब मैं कहता हूं कि एक एक प्रोसेसर एक इनपुट रीडपढ़ता है तो यह वास्तव में इन बफर मूल्यों को बस में पढ़ता है इसलिए वास्तव में दो गतिविधियां होती रहती हैं पहला यह है कि फिजिकल सिग्नल इनमें से किसी बफ़र्स द्वारा परिवर्तित होते रहते हैं और यह ये बफ़र हो सकते हैं इससे पहले हमें एक विशेष पीएलसी हार्डवेयर ऑर्गेनाइजेशन को समझना है तो क्या होता है कि एक पीएलसी में विभिन्न ना इकाई होते हैं जो हमने पिछले पाठ में चर्चा नहीं की थी सोयाबीन इकाइयां वास्तव में मॉड्यूल के रूप में पाई जाती हैं इसलिए आपके पास यह है तो इसे क्या कहा जाता है आप जानते हैं रैक तो यह एक मॉडल है इसी तरह यहां दूसरा मॉडल भी हो सकता है इसकी बगल में तो यह एक मॉड्यूल है और यह दूसरा मॉडल है इसी तरह तो यह a हो सकता है जो मेन प्रोसेसर मॉड्यूल है इसी तरह यहां एक एनालॉग आयो IOमॉड्यूल हो सकता है इनपुट मॉड्यूल इसी तरह आपके पास डिजिटल इनपुट डिजिटल आउटपुट विभिन्न प्रकार के मॉडल तो क्या असर होता है की अब जब प्रोसेसर को देखते हैं एक्सटर्नल वेरिएबल यानी की अनेक प्रकार के सिग्नल इन मॉडल से इंटरफेस होते हैं और इसी तरह यह एक डिजिटल आउटपुट मॉड्यूल हो सकता है तो क्या होता है कि ये बाहरी सिगनल्स हैं ये मॉड्यूल फिर से स्व स्वतंत्र सेल्फ इंडिपेंडेंट हैं ऐसे इंडिपेंडेंट सर्किट बोर्ड हैं इसलिए उनके पास अक्सर प्रोसेसर होते हैं तो क्या होता है कि यहाँ प्रोसेसर यहाँ प्रोसेसर वास्तव में क्या होता है आप जानते हैं यहाँ एक बोर्ड है मान लीजिए कि हम ले रहे हैं तो आपको यहाँ पर सभी सर्किटरी हैं इस तरफ में फिजिकल सिगनल्स का इंटरफ़ेस होता है फिजिकल या फ़ील्ड सिग्नल और इस तरफ यह इसलिए ये फिजिकल सिग्नल हैं और इस तरफ प्रतीकात्मक रूप से शायद एक बफर में यह एक बफर है इन सिग्नस के मूल्यों को संग्रहीत किया जाता है इसलिए जब प्रोसेसर मॉड्यूल एक इनपुट रीड करता है तो ऐसा नहीं है कि यह इन फिजिकल सिग्नल को पढ़ता है यह वास्तव में इन बफर वॉल्यू जो स्टोर की गई है जो लगातार i o कार्ड द्वारा बफ़र्स में रखे जाते हैं सही तो और यह I O कार्ड अक्सर प्रोसेसर के नियंत्रण में काम करता है यह प्रोसेसर के नियंत्रण में काम कर सकता है या यह लगातार हो सकता है या यह स्वतंत्र रूप से चक्रीय रूप से सही तरीके से काम कर सकता है भौतिक रूप से या तो कार्ड पर स्थित है या यह प्रोसेसर मेमोरी में भी स्थित हो सकता है इसलिए ऐसा हो सकता है जिन्होंने माइक्रोप्रोसेसरों का अध्ययन किया है वे इसे समझेंगे ऐसा हो सकता है कि ये कार्ड समय की हर कुछ इकाइयां इन मूल्यों को परिवर्तित करती हैं और फिर कुछ रुकावट तंत्र का उपयोग करते हुए वे इन मूल्यों को प्रोसेसर मेमोरी के कुछ हिस्से में स्थानांतरित कर देंगे इसलिए मैं जो स्पष्ट करने की कोशिश कर रहा हूं वह यह है कि यहां दो प्रकार के चक्र साइकिलचल रहे हैं एक प्रकार का चक्र लगातार चक्रीय रूप से फिजिकल इनपुट को सैंपल करता है और फिर उन्हें मेमोरी के एक भाग में रूपांतरित करता है जिसे हम i o इमेज कहते हैं और प्रोसेसर जहां इसे पढ़ता है यह वास्तव में उस इमेज से पढ़ता रीड करता है ठीक है अब जब हम यहां समझ चुके हैं यह होता है कि तो आप देखते हैं कि ये विभिन्न रैक हैं ये विभिन्न रैक हैं इसलिए ये IO रैक हैं यह एक एनालॉग हो सकता है यह एक हो सकता है यह एक एनालॉग इनपुट हो सकता है इसी तरह यह एक डिजिटल आउटपुट हो सकता है विभिन्न प्रकार की चीजें इसलिए एक स्कैनिंग तंत्र मेकैनिज्म जो चल रहा है जो या तो लगातार अपडेट होता है रैक से पढ़ता है यदि यह एक इनपुट रैक है या मेमोरी के एक हिस्से से रैक को लिखता है तो यह मेमोरी स्कैनर में हो सकता है कार्ड पर विभिन्न स्थानों पर हो सकता है जबकि एक मुख्य पीएलसी कार्यक्रम स्कैनिंग वास्तव में इन IO इमेज को पढ़ता है इस IO इमेज से यह वास्तव में संग्रहीत स्टोर करता है इनपुट पढ़तारीड है और जब भी यह वास्तव में आउटपुट उत्पन्न करता है तो यह इस IO इमेज को भी लिखता है और यह इस IO इमेज को लिखता रहता है और फिर अंत में उनका रैक मैं स्थानांतरण हो जाता है तो यह है कि पीएलसी में बुनियादी गतिविधियां कैसे चलती हैं इसलिए अब हमें यह देखना होगा कि इन गतिविधियों का परिणाम क्या है इस तरह के स्कैन स्कैनिंग किस तरह की प्रतिक्रिया किस तरह का प्रभाव है विभिन्न इनपुट और आउटपुट अपडेटिंग पर आमतौर पर हम यह जानना चाहते हैं कि इनपुट परिवर्तन के रिस्पांस में हमे कितनी देरी हो सकती हैं तो कल्पना कीजिए कि यह एक सबसे अच्छा मामला हो सकता है और एक सबसे खराब मामला हो सकता है इसलिए हम सबसे अच्छे मामले को देख रहे हैं तो क्या हो सकता है याद रखें कि प्लांट इनपुट किसी भी आरबीट्री टाइम पीरियड के तरीके से बदल सकता है हम इसे नियंत्रित नहीं कर सकते ठीक है इसलिए मान लीजिए कि प्लांट इनपुट में कुछ समय पहले बदलाव हुआ है एक इनपुट इनपुट्स पढ़े जाते हैं इसलिए इसके तुरंत बाद इसे पढ़ा जाएगा यह परिवर्तन परिलक्षित होगा और प्रोसेसर IO छवि पर बहुत जल्दी आएगा फिर जबकि प्रोग्राम होगा जबकि जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया जाएगा तब आउटपुट वैल्यू की गणना करने में इनपुट वैल्यू के नवीनतम परिवर्तन पर ध्यान दिया जाएगा इसलिए इस इनपुट परिवर्तन के कारण इसका लेखा जोखा लिया जाएगा एग्जीक्यूशन के अंत में एक आउटपुट परिवर्तन होगा अब चूंकि यह वास्तव में हो सकता है मान लें कि यह ith स्टेटमेंट है यह ith स्टेटमेंट है जो इस इनपुट के इन इफेक्ट्स का उपयोग ith लॉजिकल स्टेटमेंट में कुछ आउटपुट की गणना करने के लिए किया जाता हैतो फिर क्या होगा एक्सेक्यूटिव निष्पादन के दौरान यहाँ यह है यह वह पॉइंट है जहाँ ith स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किया जाता है तो वास्तव में प्रोसेसर मेमोरी में इस समय आउटपुट में बदलाव होता है हालांकि यह भौतिक दुनिया में नहीं जाता है जब तक कि पूरे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन पूरा नहीं हो जाता है जैसा कि हमने कहा है इसलिए आउटपुट फिजिकल आउटपुट जो उस प्रक्रिया में जाता है केवल उसी समय प्रभावित होता है और एक होता है यह देरी की मात्रा है जो होने के लिए बाध्य है तो सबसे अच्छा मामला रिस्पांस टाइम एक स्कैन की देरी है जो कई कारकों पर निर्भर करता है जैसे पीएलसी एग्जीक्यूशन की गति आर एल प्रोग्राम की लंबाई आदि यह सबसे अच्छा मामला कहा जाता है सबसे अच्छा मामला क्योंकि इनपुट था चूँकि इनपुट बदलने के तुरंत बाद रीड किया गया था इसलिए इनपुट में बदलाव को महसूस करने में कोई देरी नहीं हुई अगले मामले में जैसा कि हम दिखाएंगे कि हम सबसे बुरे मामले को देखेंगे जहाँ यह ठीक विपरीत है तो यह विपरीत है यह सबसे खराब स्थिति है इसलिए यहां क्या हो रहा है यहां दुर्भाग्य से इनपुट बदल गया है बस एक रीड साइकिल के बाद पूरा हुआ इसलिए इनपुट के इस परिवर्तन को इस स्कैन चक्र में PLC द्वारा संवेदी नहीं माना गया था इस स्कैन चक्र में यह समझ में नहीं आया कि इनपुट बदल गया हैइसलिए इस समय तक यह गणना की गई इसने आउटपुट को एक बार गणना किया और बाहर भेज दिया था लेकिन हालांकि उन आउटपुटों ने इनपुट के नए मूल्य को प्रतिबिंबित नहीं किया जो कि साइकिल में इनपुट के ठीक बाद हुआ था इसलिए यह सबसे खराब स्थिति है तो यह हुआ इसलिए अधिकतम देरी संभव है हालाँकि इस पॉइंट पर दूसरे स्कैन साइकिल इनपुटों को फिर से रीड पढ़ा किया जाएगा और इस बार यह परिवर्तन सेंस होने वाला है और अब इसके बाद यह समझ में आने के बाद फिर से डिले का एक चक्र होगा इसलिए देरी का सबसे बुरा मामला दो स्कैन चक्र हैं यही कारण है कि इस तरह के रिस्पांस समय के आधार पर किसी एक एप्लीकेशन के आधार पर तय करना पड़ता है कि इस तरह के डिले टाइम स्वीकार्य हैं या नहीं इसलिए हम देखेंगे कि कुछ मामलों में ऐसे विलंब समयडिले टाइम स्वीकार्य नहीं हो सकते हैं जिस स्थिति में आपको इस अर्थ में अतिरिक्त उपाय करने होंगे कि आप उनकी देखभाल के लिए अतिरिक्त कार्ड या अतिरिक्त हार्डवेयर डाल सकते हैं तो यह वह स्थिति है जहाँ आपको बहुत तेज़ पल्सेस मिलती हैं और उन पल्सेसदालों को गिनना पड़ता है तो इस मामले में हम जो देखते हैं वह है मान लीजिए कि स्कैन एक स्कैन का समय बहुत अधिक है अगर हमें पल्सेस की संख्या की गणना करनी है जो कि पल्स ट्रेन पर आ रही है तो आम तौर पर ऐसी पल्सेस शाफ्ट एंगल एनकोडर से आती हैं अगर हमें पीएलसी का उपयोग करके उन्हें गिनना है तो यदि हम देख सकते हैं कि यदि पल्स ट्रेनें काफी धीमी हैं तो पल्स विड्थ पर्याप्त है तो इसके लिए पल्स ट्रेन की इस विड्थ के लिए सभी स्तर के बदलावों को महसूस किया जाएगा इसलिए हम अनिवार्य रूप से गणना करने जा रहे हैंलेवल ट्रांसिशन्स की संख्या की गणना करके पल्स की संख्या करते हैंतो फिर हमारी गिनती सही होने जा रही है और यदि हम उसके आधार पर गति की गणना करते हैं तो हमें प्राप्त गति का मूल्य सही होने वाला है और इसलिए हमारा नियंत्रण होगा दूसरी तरफ अगर हम उस गति को बढ़ाते हैं जिस स्थिति में पल्सेस कम अवधि शॉर्ट ड्यूरेशन की होंगी और वे तेजी से पहुंचेंगी तो हम देखेंगे कि उनमें से ज्यादातर को अभी भी सेंस किया जा रहा है जबकि अचानक एक पल्स छूट जाती है इसलिए आप देखते हैं कि प्रोग्राम को स्कैन किया गया था इस पल्स के लिए प्रोग्राम जब प्रोग्राम कैंडिडेट का मूल्य शून्य है और जब प्रोग्राम अगले पर हैं तो मूल्य एक शून्य था और इसलिए प्रोग्राम ने यह मान लिया कि यह शून्य है इसलिए कि यह बीच में एक अप चला गया और नीचे आया नहीं होगा प्रोग्राम इससे अनजान होगा और इसलिए वहाँ होगा शायद छोटी डिले गति की गणना यदि आपके पास तेजी से पल्स निकल रही है फिर भी ऐसी कई पल्सेस से अधिक तेजी से आधारित होगा उदाहरण के लिए यह एक यह एक इसलिए यह देखने का मौका अधिक होगा उदाहरण के लिए इस पल्स को गिना जाएगा यह पल्स गिना जाएगा इसलिए आप जानते हैंउदाहरण के लिए इस पल्स में वास्तव में हम अनुमान लगाते हैं जब वह चला गया था तब यह एक सेंस किया गया था जब यह यहाँ सेंस किया गया था तब भी यह एक है इसलिए यह माना जाएगा कि यह एक पर जारी रहा तो इस मामले में अनुमान लगाया जा रहा है पल्स काउंट गंभीर रूप से गलत होगा इसलिए यह मान लेगा कि यह यहां जारी है और फिर यह यह और फिर यह यहां जारी है और फिर यह इस पॉइंट बढ़ते हुए जारी हैइसलिए गिनती वास्तविक गति का एक छोटा सा अंश होगी और हम पूरी तरह से बाहर आने वाले हैं यह वास्तव में इस कारण से है कि तेज पल्स की गिनती के लिए आप स्वयं पीएलसी का उपयोग नहीं कर सकते हैं बल्कि एक विशेष कार्ड का उपयोग कर सकते हैं ताकि वह कार्ड न हो उस कार्ड का उद्देश्य केवल इतनी तेजी से शाफ्ट एंगल एनकोडर से आने वाली पल्सर की गिनती करना हैयह किसी अन्य कार्य के साथ लोड नहीं किया गया है इसलिए यह वास्तव में बहुत तेजी से उस लाइन का नमूना ले सकता है और इसलिए गति की गणना कर सकते हैं और गति को वैल्यू के संदर्भ में PLC को उपलब्ध कराया जा सकता है इसलिए PLC के बजाय पल्स को कोई और गिनकर उसे ऐसे वैल्यू में बदल देंगे जिसे PLC समय समय पर पढ़ेगारीड करेगा तो यह ऐसे कारणों के लिए है कि कभी कभी आप जानते हैं विशेष फंक्शनल मॉड्यूल जैसे I जैसा कि हमने पहले के पाठ में उल्लेख किया है कि कभी कभी विशेष जिसे आप जानते हैं कि उच्च गति काउंटर कार्ड की आवश्यकता होती है यह इस उद्देश्य के लिए है